हमने पिछले व्याख्यान में देखा है ओपन एंडेड वेवगाइड और देखा है की इसकी डिरेक्टिविटी 35 हैं जो डाइपोल से थोड़ा अच्छा हो सकता है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है इसलिए हम उच्च डिरेक्टिविटी चाहते हैं तो इस विचार के लिए यदि एपर्चर बढ़ जाता है तो हम एक बहुत बड़ा एपर्चर छिद्र प्राप्त कर सकते हैं इसलिए lambda not के शब्दों में हमारे एपर्चर का क्षेत्रफल अधिक होगा और इसलिए हम उच्च गेन प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं तो इस प्रकार को हॉर्न कहा जाता है जो एच प्लेन हॉर्न है आप चित्र में देख सकते हैं कि एच प्लेन हॉर्न वास्तव में यह वेवगाइड था अब हमने देखा है कि जो लहर एच फील्ड में है वह इस प्लेन में है मैं वेवगाइड का एच प्लेन कह सकता हूं या यदि हम पीछे जाते हैं तो आयताकार वेवगाइड कह सकता हूं जो बेहतर होगा तो आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र इस प्लेन में है इसलिए इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि एक्स जेड प्लेन जो आयताकार संरचनाओं का एच प्लेन है तो अगर यह जोड़ा जाता है तो यदि आप देखते हैं कि यह एक हॉर्न में भड़क रहा है तो यह एच प्लेन हॉर्न कहा जाता है इसलिए यदि आप साइड व्यू देखते हैं यह टॉप व्यू है यदि आप आयताकार वेवगाइड का साइड व्यू देखते हैं तो यह व्यापक आयाम है अब अचानक यहां से यह फ्लेयर हो रहा है तो यह फ्लेयर एक कोण से की जाती है और यदि आप इन दो लाइनों को प्रोजेक्ट करते हैं तो वे एक काल्पनिक बिंदु पर मिलते हैं हम इस बिंदु को हॉर्न का शीर्ष कहेंगे तो इस बिंदु में फ्लेयर एक कोण psi फ्लेयर कोण बना रहा है तो इस सिरे से शीर्ष की इस दूरी हम इसे R2 कह कर रहे हैं और अगर हम सीधे इस शीर्ष से हॉर्न एपर्चर के केंद्र में जाते हैं जिसे हम R1 कह रहे हैं अब वास्तव में आयताकार वेवगाइड TE10 मोड ला रहा था अब अचानक जब यह फ्लेयर करने लगता है तो यहां एक लाइन स्रोत बनाए जाते हैं तो इस फ्लेयर प्रारंभिक बिंदु से फ्लेयर अंतिम बिंदु के अंदर एक बेलनाकार वेव फ्रंट विकिरणित होती है तो यहां एक वृतीय फेज वितरण के साथ एक बेलनाकार फेज हॉर्न है तो बात यह है जाहिर है यहाँ आप देख सकते हैं कि एपर्चर पर इस चरम बिंदु पर फेज केंद्र बिंदु पर फेज से अलग है इसलिए यहां एक फेज एरर है क्योंकि किसी भी एपर्चर इल्लुमिनेशन का विचार यह है कि यदि हम एक समान फेज के साथ एपर्चर को इल्लुमिनेशन कर सकते हैं तो हमें अधिकतम विकिरण प्राप्त होता है दोनों तरफ के बिंदु पर डिरेक्टिविटी अधिकतम होती है इसलिए यहां यह बात डिरेक्टिविटी को प्रतिबंधित या कम कर देगी लेकिन हम बहुत बड़ा एपर्चर प्राप्त कर रहे हैं तो ये दो प्रभाव वास्तव में काउंटर बन जाते हैं बड़ा एपर्चर डिरेक्टिविटी मोड बनाता है और यह एरर उसे कम करने की कोशिश करती है अब वास्तव में एक प्रतिबंध है कि आपको इस फेज एरर को बहुत फ्लेअर नहीं करना चाहिए जो की आप आप यहां क्या कह रहे हैं इसका मतलब है इतनी फेज की त्रुटि जो एक बिंदु से परे नहीं जानी चाहिए आमतौर पर एच प्लेन हॉर्न्स के लिए प्रतिबंध है की फेज त्रुटि एपर्चर के किनारों पर plus minus pi by 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए इसका मतलब है इस बिंदु से इस बिंदु तक फेज त्रुटि इसका मतलब है कि यह pi by 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए इसी तरह यहाँ भी pi by 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए इसलिए यह प्रतिबंध है तो यहाँ मैं आपको एक वास्तविक एच प्लेन हॉर्न दिखाता हूँ आप देखते हैं कि यह आयताकार वेवगाइड यहाँ से जुड़ा हुआ है तो यह इस तरफ आयताकार वेवगाइड संरचना है यह एक आयताकार वेवगाइड है यह एक आयताकार वेवगाइड है और यह आप कह रहे हैं कि एच प्लेन फ्लेयर हो रहा है विद्युत क्षेत्र इस दिशा में निर्देशित है विद्युत क्षेत्र यह है चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है तो यह x z plane हो रहा है और आप यहां से देखते हैं कि यह हो रहा है एपेक्स कुछ यहां पर है अगर मैं इस बिंदु को बढ़ाता हूं और इस बिंदु पर मुझे यहां एक एपेक्स मिलता है इसलिए उस एपेक्स के संबंध में अब हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए इस चित्र को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हम आसानी से गणना कर सकते हैं कि फेज एरर क्या है और क्या स्थिति है कि फेज एरर pi by 4 से कम होनी चाहिए इसलिए हम लिख सकते हैं कि फेज एरर k0 R2 minus R1 होगी जो pi by 4 से कम या बराबर होनी चाहिए अब R1 क्या है मैं फ्लेयर एंगल साइड को पेश करने की कोशिश करूंगा तो R1 कुछ भी नहीं है यह R2 cos psi by 2 है और डैश क्या है एक डैश का मतलब है कि एपर्चर का कुल व्यापक आयाम जो 2R2 sin psi by 2 है तो अब आप आसानी से पा सकते हैं कि मुझे कौन सा कोण चाहिए इसलिए यदि आप इसे रखते हैं कि यह pi by 4 से कम होनी चाहिए जो आपको tan psi by 4 प्रदान करती है lambda not by 4 a से कम या बराबर होनी चाहिए तो psi का अधिकतम मूल्य सीमित है क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एपर्चर में फेज डिस्ट्रीब्यूशन को बदल देते हैं तो यह देखा जाता है कि फ्लेयर एंगल का अधिकतम मूल्य जो हॉर्न के आयाम और आकार के विपरीत आनुपातिक है इसलिए वास्तव में इसे रखने के लिए हमने कहा कि हॉर्न को समझने का हमारा मुख्य मोटिवेशन है की हम एक बड़ा एपर्चर चाहते है इसलिए यदि हम एक बड़ा एपर्चर ओपनिंग चाहते हैं तो फ्लेयर एंगल छोटा होगा जिसके परिणामस्वरूप बहुत लंबा और भारी हॉर्न होगा तो यह हॉर्न का नुकसान है कि वे बहुत भारी हैं तो यही कारण है कि हॉर्न के साथ हम केवल एक मामूली गेन पैदा कर सकते हैं दरअसल यदि आप उच्च गेन प्राप्त करना चाहते हैं तो उच्च गेन हॉर्न का उपयोग नहीं किया जाता है तो एक परावर्तक एंटीना का उपयोग अधिक गेन के लिए किया जाता है यही कारण है कि आप उपग्रह लोगों या रेडियो सैन्य लोगों को देखते हैं अंततः वे इसके लिए एक डिश एंटीना का उपयोग करते हैं उसके लिए यह परावर्तक क्योंकि हॉर्न यह बहुत भारी होगा यदि आप यह पूरा गेन चाहते हैं इसके अलावा यह आकार आदि है और यह चौड़ाई है क्योंकि यह पूरी तरह से एक धातु संरचना है तो यही कारण है कि आम तौर पर व्यावहारिक हॉर्न के लिए एपर्चर आकार 10 lambda से अधिक नहीं होते हैं तो यहां तक कि 10 lambda के लिए भी हॉर्न 100 तरंग दैर्ध्य के करीब होगा अब हम यह कह सकते हैं कि जब केस भिन्नता इस तरह से प्रतिबंधित है हम एपर्चर क्षेत्र में फेज वेरिएशन की उपेक्षा कर सकते हैं तो एपर्चर क्षेत्र को उसी तरह माना जा सकता है जैसे कि प्रमुख TE10 मोड हॉर्न को फीड करता है तो हम लिख सकते हैं कि हम एपर्चर क्षेत्र को लिख सकते हैं जो कि ay E0 cos pi x by a होगा कृपया याद रखें कि यह यहाँ a' है जो की x के a by 2 से कम या बराबर और y के b by 2 से कम या बराबर के लिए है इसलिए हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह कौन सा फार फील्ड है इस मामले में कोई phi घटक नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्षेत्र में कोई x घटक नहीं है जो हमनें पहले ही ओपन एंडेड वेवगाइड के मामले में देखे थे तो Eθ j k0 a b E0 by 4r e to the power minus j k0r sin phi sine v cos u by pi by 2 whole square minus u square होगा जबकि v k0 b by 2 sin theta sin phi के बराबर है और u k0 a by 2 sin theta cos phi के बराबर है और beta जहां beta k0 square minus pi square by a square whole to the power half है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक डैश बड़ा है तो beta लगभग k0 और D जो हॉर्न की डिरेक्टिविटी है के बराबर है D 64 है यह मैं ओपन एंड वेवगाइड से लिख रहा हूं केवल a की जगह a' रखते है तो a b by k0 lambda 0 square के अनुसार इस k0 मान को रखने के साथ आपको 102 ab by lambda not square मिलता है तो यह आपका भौतिक क्षेत्र प्रभावी विद्युत भौतिक क्षेत्र है तो वास्तव में डिरेक्टिविटी 10 गुना है जो आप इससे प्राप्त कर रहे हैं और इसलिए आपको याद है कि माइक्रोवेव वेव फ्रीक्वेंसी में हॉर्न का गेन अनिवार्य रूप से डिरेक्टिविटी के बराबर है क्योंकि नुकसान नगण्य हैं अब यदि हॉर्न की लंबाई फिक्स है इसका मतलब है अगर यह लंबाई फिक्स है लेकिन मैं अधिक उच्च गेन प्राप्त करना चाहता हूं तो यह कुछ हद तक फ्लेयर एंगल को बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है वह उस फेज एरर पर pi by 4 प्रतिबंध के कारण होगा लेकिन एपर्चर में वृद्धि के साथ क्योंकि अगर मैं फ्लेयर एंगल को बढ़ाता हूं तो एपर्चर बढ़ेगा इसलिए कुछ हद तक मुझे जो गेन मिलता है वह किसी तरह फेज एरर में नुकसान की भरपाई करता है इसलिए लोगों ने इसका विश्लेषण किया है और पाया है कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह संभव है कि एपर्चर को a' के साथ 075 pi तक फेज एरर के साथ बढ़ाकर प्राप्त किया जा सके इसका मतलब है कि 3 by 4 pi उस समय हम pi by 4 कह रहे हैं अब हम कह रहे हैं कि 3 by 4 pi तक आप जा सकते हैं तो जो गेन जो फार्मूला से होगा अब गेन कम हो जाएगा लेकिन वह कमी होगी मैं कह सकता हूं कि एच प्लेन हॉर्न के लिए नया गेन 102 divided by 13 होगा दरअसल यह फेज एरर गेन को 13ab by lambda not square के एक कारक कम कर देता है फिर आप कह सकते हैं कि हम क्यों चुन रहे हैं क्योंकि मैं a को बढ़ा रहा हूं तो इसके द्वारा अधिकतम गेन प्राप्त किया जाता है तो यह वह सूत्र है जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है इसलिए अगर मैं इस 3 बिंदु तक जाता हूं जैसे कि 075 pi तो यह एच प्लेन हॉर्न है तो अगला जो हम देखते हैं वह यह है कि यह एक ग्राफ है जिसे आप देख सकते हैं कि कैसे फ्लेयर एंगल एक बिंदु a' पर परिवर्तित होता है इसलिए अगर मैं फ्लेयर एंगल को बढ़ाता हूं तो आप प्राप्त करते हैं कि a' बढ़ जाता है लेकिन यह बेहतर है कि आपके पास बड़े मान हैं फिर फ्लेयर एंगल को एक ऑप्टिमम मूल्य पर रखा जाना चाहिए हमारा अगला E प्लेन हॉर्न है तो आइए हम E प्लेन हॉर्न को देखते हैं जिसे आप यहाँ ग्राफ में देखते हैं ई प्लेन विद्युत क्षेत्र निर्देशित है इसका मतलब है कि यह y दिशा है तो y में फ्लेयरिंग किया जाता है यहां दिखाया गया है कि E और H तो ई यहां है तो फ्लेयर यहाँ है इसका मतलब है कि यहाँ a के व्यापक आयाम को स्थिर रखा जाता है b संकीर्ण आयाम है b से यह b' पहुँच जाता है आप देख सकते हैं यह एक ई प्लेन हॉर्न का एक उदाहरण है जिसे आप देख सकते हैं कि यह आयताकार वेवगाइड की तरफ है यह दूसरी तरफ है आप इस तरफ से देखते हैं यदि आप देखते हैं कि ई प्लेन फ्लेयर कर रहा है या उस तरफ से जिसे आप देखते हैं यह ई प्लेन है इसलिए ई प्लेन फ्लेयर कर रहा है दूसरे को सतत रखा गया है तो यह एक ई प्लेन हॉर्न का एक उदाहरण है अब जैसा हमने वहां किया है वैसा ही विचार यहां लागू होता है तो यहाँ डिरेक्टिविटी का सूत्र 102 ab by lambda not square है फिर लोगों ने पाया कि यदि हॉर्न की लंबाई फिक्स है तो मैं किसी भी तरह से गेन बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इस pi by 4 का उल्लंघन कर सकता हूं और यहां तक जा सकता हूं हम उस 3 by 4 pi या 07 5 pi तक नहीं जा सकते यहां हम केवल 05 pi तक जा सकते हैं इसका मतलब है कि केवल pi by 2 बजाय pi by 4 के फेज एरर pi by 4 तक कर सकते हैं तो ऐसा क्यों है क्यों मैं प्रत्येक प्लेन में 3 by 4 pi तक जा सकता हूं और ई प्लेन में मैं केवल pi by 2 तक जा सकता हूं इसका कारण आयताकार वेवगाइड के लिए प्रत्येक एपर्चर क्षेत्र है जो H प्लेन में एपर्चर की साइड्स पर 0 हो जाता है जबकि ई प्लेन में एपर्चर फ़ील्ड सतत है इसीलिए यहाँ आप एक बिंदु से आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि तब आप बहुत परेशान करेंगे लेकिन आपके पास एक मौका है क्योंकि अंत में यह 0 हो जाता है इसलिए आप एच प्लेन चीजों में अधिक स्वतंत्रता रखते हैं और यहाँ भी अगर आप ऐसा करते हैं तो गेन में कितनी कमी आएगी ऐसा है क्योंकि आप कम कर रहे है रहे हैं आप उतना ही कम समस्या में होंगे इसलिए यहाँ 13 के बजाय 102 है यह 125 ab by lambda not square है तो यह ई प्लेन हॉर्न है तब लोगों ने सोचा कि जाहिर है एक बेहतर बात यह होगी कि E और एच प्लेन दोनों चीजें ऐसी हैं यह मुझे लगता है कि आप सभी ने कई बार देखा है कि इसे पिरामिडल हॉर्न कहा जाता है तो आप दोनों दिशा में देखते हैं कि यह प्लेन भी वर्गाकार है यह प्लेन भी वर्गाकार है इसलिए यह है यह इस प्रकार फ्लेयरिंग है आप देखेंगे कि यह फ्लेयरिंग एच प्लेन फ्लेयरिंग है E प्लेन फ्लेयरिंग है दोनों फ्लेयर हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु याद रखें कि जब इसका निर्माण किया गया था तो आप ऊपर से देखते हैं कि उसी बिंदु से ई प्लेन फ्लेरिंग शुरू हुई थी एच प्लेन फ्लेयरिंग भी उसी बिंदु से शुरू हुई थी हमें डिजाइन करते समय ध्यान रखना होगा तो यह गाजियाबाद की एक कंपनी SICO द्वारा बनाया गया एक हॉर्न है तो ये सभी भारतीय निर्मित चीजें हैं पिरामिडल हॉर्न में दोनों दिशाओं में फ्लेयर हैं तो आखिरकार आपका एपर्चर a by b है अब दोनों प्लेन में फ्लेयर एंगल में एक नगण्य फेज एरर होने के लिए फेज एरर स्थिति को संतुष्ट करना चाहिए यानिकि tan psi E by H यह सब मैं एक साथ संतुष्ट होने के लिए लिख रहा हूं जाहिर है मैं आमतौर पर संतुष्ट करता हूं a is larger than b है इसलिए अगर मैं इन्हें संतुष्ट करता हूं तो यह अपने आप संतुष्ट हो जाता है तो विकिरणित क्षेत्र और डिरेक्टिविटी वे भी E या H प्लेन हॉर्न के समान होते हैं जिसमें a की जगह a और b की जगह b रखते है तो एक निश्चित लंबाई के हॉर्न के लिए यदि मुझे अधिकतम गेन प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है लोग एच प्लेन के लिए ऐसा करते हैं कि उन्हें 075 pi फेज एरर होती है और ई प्लेन में समस्या होती हैं तो इसके लिए एक पिरामिडल हॉर्न का गेन क्या होगा मैं 102 लिख सकता हूं फिर 13 गुणा 125 से विभाजित किया जाता है फिर ab by lambda not square तो यह वास्तव में प्रसिद्ध फार्मूला है 64 a b by lambda not square यह एक पिरामिडल हॉर्न का गेन है तो पिरामिडल हॉर्न का उपयोग एक स्टैण्डर्ड गेन हॉर्न के लिए किया जाता है हम देखेंगे कि एंटीना माप आदि में या विभिन्न माप हम एक स्टैण्डर्ड गेन चाहते हैं अब हॉर्न एक एंटीना हॉर्न डाइपोल आदि है लेकिन हॉर्न गेन का अच्छा मूल्य देता है इसलिए हॉर्न जिसे हम जानते हैं वह ज्यामिति से मैं बता सकता हूं कि गेन क्या है तो यही कारण है कि स्टैण्डर्ड गेन हॉर्न हमेशा इन पिरामिडल हॉर्न से बनाए जाते हैं क्योंकि किसी भी गेन को लंबाई में परिवर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है और इसलिए अज्ञात एंटीना के गेन की तुलना के लिए इस पिरामिडल हॉर्न का उपयोग किया जाता है यही कारण है कि सभी एंटीना प्रयोगशालाओं में हम कम से कम इस पिरामिडल हॉर्न को देखेंगे क्योंकि वे स्टैण्डर्ड गेन देते हैं फिर छोटे पिरामिडल हॉर्न का उपयोग फीड हॉर्न के रूप में किया जाता है जिसे हम बाद में पैराबोलॉइडल रिफ्लेक्टर या डिश एंटीना के लिए देखेंगे आपके घरों में DTH सेवा वहां भी हम देखेंगे कि एक डिश है लेकिन आप देखते हैं कि पास में हमेशा एक हॉर्न एंटीना लगा रहता है तो यह एक गोलाकार हॉर्न हो सकता है जो आयताकार हॉर्न हो सकता है लेकिन हमेशा एक हॉर्न होता है तो वह भी एक और उपयोग है इसका मतलब है कि पैराबोलॉइडल रिफ्लेक्टर प्रणाली में इसे फ़ीड हॉर्न कहा जाता है तो एक फ़ीड हॉर्न के रूप में भी हॉर्न का उपयोग किया जाता है और फीड्स आदि के लिए बड़े ऐरे एंटीना में भी हॉर्न का उपयोग किया जाता है अब चूंकि यह इतना महत्वपूर्ण है विशेष रूप से हमारे लिए प्रयोगशालाओं में यह महत्वपूर्ण है इसलिए मैं अब हॉर्न के डिज़ाइन पर कुछ समय बिताऊंगा क्योंकि यह डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण है तो आप देखते हैं कि कुछ ज्यामिति होंगी माना यहाँ हॉर्न है यहाँ आप देखेंगे कि पहले मैं H प्लेन में एक फ्लेयर ले रहा हूँ इसलिए ई प्लेन में फ्लेयर हैं इसलिए b b में फ्लेयर हो रहा है तो यह मेरा b है और मुझे इसका नाम देने दीजिये कि माना की मैं अपैक्स को A बोल रहा हूँ यह बिंदु हॉर्न ए का अपैक्स है अब तो वह बिंदु जहां फ्लेयर शुरू होता है मुझे इसे B कॉल करने दें इस रेखा पर इस बिंदु पर C है और यह एक एपर्चर पर इस बिंदु को मुझे D कॉल करने दें और शीर्ष पर इस बिंदु को E कॉल करें तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि मैं ज्यामिति से कर सकता हूँ मैं हमेशा AB by AD को AB AB by AD के बराबर लिख सकता हूँ आप सभी सहमत हैं कि ये सभी समान त्रिभुज हैं तो AB by AD BC by DE के बराबर है मैं इसे आसानी से लिख सकता हूं और इसलिए AB क्या है तो AB होगा इससे पहले मुझे भी उसी एच प्लेन हॉर्न की एक और ड्राइंग बनाने दें यह मेरा b है और यह मेरा एपेक्स है और हम इसे वहीं कहेंगे जहां ρe यहाँ से यहाँ ρ1 है अब वास्तव में मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह एपेक्स से फ्लेयिंग पॉइंट तक खोजने की कोशिश कर रहा हूं दूरी क्या है यह एक वास्तव में मैं ये कहूंगा कि यह एक मेरा bextra है तो यह वास्तव में मेरा है इसका मतलब है क्योंकि ये बाहर के दृश्य से हैं यह एक काल्पनिक बिंदु है तो यह अतिरिक्त बिंदु क्या है जिसे मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं तो मैंने उसे कोण दे दिया है मुझे यह कोण psi e देना है मैं कह रहा हूं क्योंकि यह ई प्लेन हॉर्न है और मैं यह भी कहूंगा इसका मतलब है फ्लॉरिंग P लम्बाई की जगह ले ली है कि इसका मतलब है यहां से यहां लंबाई P है कृपया याद रखें कि ρ1 यहाँ से एपेक्स पर है इसलिए मैं कह सकता हूं कि ρ1 minus bextra Pe होगा क्योंकि मुझे यह देखना होगा कि जब एक हॉर्न वास्तव में जब बनाया जाता है तो P की भौतिक लम्बाई दूसरे प्लेन EH के बराबर होनी चाहिए क्योंकि यह एक हॉर्न की डिजाइनिंग के लिए बाध्यता है जो भौतिक रूप समान होना चाहिए इसका मतलब है यह दूरी और यह दूरी उन्हें एक ही होनी चाहिए अन्यथा इसे बनाया नहीं जा सकता तो मैं वास्तव में दिए गए इस चीज़ से Pe की गणना करने की कोशिश कर रहा हूं तो यही कारण है कि अब मैं यहां AB रख सकता हूं AB AD के बराबर है AD का मतलब है कि यहाँ से आप ρ1 देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि b by 2 by b by 2 है इसलिए मैं अब लिख सकता हूँ कि Pe क्या होगा Pe BD के बराबर है जो आप BD देखते हैं और इसका मतलब है AD minus AB और इसका मतलब है ρ1 1 minus b by b है तो अब ρ1 भी आम तौर पर किसी भी हॉर्न के लिए नहीं दिया जाता है इसलिए मुझे इसे फ्लेयर एंगल से संबंधित करना होगा तो अब मैं tan psi by 2 को b by 2 by bextra के बराबर लिख सकता हूं और यह कुछ भी नहीं है लेकिन b by 2 by ρ1 है तो यहाँ से आप पा सकते हैं कि bextra b ρ1 by b हैं तो Pe ρ1 minus bextra बन जाता है और यदि आप b minus b by b over ρe square minus b square by 4 प्राप्त करते हैं तो अंत में लोग इसे b minus b into ρe by b square minus 1 fourth to the power half लिखते है अब मैं वही करूंगा जो H के लिए समान है एच प्लेन हॉर्न कि चित्र भी यही है मेरे पास यह है तो यह ρh है यह ρ2 है और यह Ph है और यह पूरी बात है psi h यह a है और यह a है तो फिर से इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि Ph ba minus a ρh by a whole square minus 1 by 4 half होगा और भौतिक रूप से एक हॉर्न का निर्माण करने के लिए हमें Pe की आवश्यकता होती है जो भौतिक रूप से बनाने योग्य Ph के बराबर होना चाहिए तो आइए एक उदाहरण लेते हैं कि एक पिरामिडल हॉर्न का यह आयाम a is 55 lambda होता है b 275 lambda lambda या lambda not जो कुछ भी है a 05 lambda 0 है b 025 lambda not है ρ1 ρ2 के बराबर है जो 6 lambda not के बराबर है यह देखने के लिए जांचें कि क्या वास्तव में इस तरह के हॉर्न का निर्माण किया जा सकता है तो पहला भाग क्या है आप सीधे सूत्र डाल सकते हैं लेकिन यह बेहतर है कि आप पहले ρe और ρh का पता लगाएं क्योंकि ज्यामिति से यह समझना आसान है कि ρh क्या है ρ1 चूंकि ρ1 ρ2 दिया गया है जो हमेशा यह नहीं दिया जाता है लेकिन इस मामले में दिया गया है इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह ρh इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है इसलिए उससे मैं आसानी से ρn ρe का पता लगा सकता हूं तो ρe हम यह देखेंगे कि यह 615 5 lambda not होगा और इसी तरह ρh 66 lambda not होगा तो एक बार जब आप ρe प्राप्त करते हैं तो आप सूत्र देखते हैं क्योंकि जब से आप b b ρe का पता लगाते हैं तो आप आसानी से यहाँ से Pe प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह दूसरे समीकरण से आपको 8 चेक मिलते हैं कि क्या वे समान हैं तो आप देखेंगे कि Pe 5454 lambda not है और Ph 5454 lambda not है तो हॉर्न का निर्माण भौतिक रूप से किया जा सकता है इसलिए यह पहला चेक है जिसे किसी भी डिजाइनर को बनाना चाहिए मान लीजिए कि यह दिया गया है लेकिन मैं कहूंगा कि यह डिजाइन का एक मध्य भाग है क्योंकि कोई भी निर्दिष्ट इन सभी चीजों को नहीं करता है वास्तव में मान लीजिए कि किसी अन्य इंजीनियर ने एक ट्रांसमीटर सिस्टम इंजीनियर को कहा कि आप इस गेन का एक हॉर्न का निर्माण कीजिये इसलिए आम तौर पर जब तक और जब तक कि एक माइक्रोवेव इंजीनियर आपको इस प्रकार की चीज नहीं दे सकता है तो इससे पहले कि वास्तविक डिजाइन है गेन निर्दिष्ट किया जाना चाहिए आपको यह जांचना होगा कि मुझे क्या चाहिए तो हम इसे अगले व्याख्यान में देखेंगे कि हॉर्न का डिज़ाइन समीकरण क्या है